अब इस किरचॉफ के धारा नियम की तरह जो धाराओं के सामान्य गुण हैं हमारे पास एक लूप के चारों ओरविभवांतर के सामान्य गुण हैं और यह किरचॉफ के विभवान्तर नियम द्वारा दिया गया है और यह क्या बताता है कि मान लीजिए कि हम तत्वों का एक लूप लेते हैं और प्रत्येक तत्व में एक निश्चितविभवांतर होता है और मुझे इसे वी 1 वी 2 वी 3 और वी 4 कहते हैं तो आप विशेष नोड से शुरू करते हैं और आप पता लगाते हैं लूप के चारों ओर और आप कुलविभवांतर वृद्धि याविभवांतर गिरावट को देखते हैं आप उनमें से किसी एक को देखें यह या तो नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं या नोड को छोड़ने वाली धाराओं को देखने के समान है तो हम कहते हैं कि आप इस रास्ते से नीचे जाते हुएविभवांतर में गिरावट को देखते हैं इसलिए जब आप इस नोड को n 1 से नोड n 2 कहते हैं तोविभवांतर V 2 से गिर जाता है क्योंकि n 1 n 2 से अधिक है तो इसका मतलब है कि जब आप n 1 से n 2 पर जाते हैं तोविभवांतर V 2 से गिर जाता है इसी तरह जब आप n 2 से n 3 तक जाते हैं तोविभवांतर एक और V 3 से गिर जाता है और जब आप n 3 से n 4 पर जाते हैं तोविभवांतर दूसरे V 4 से गिर जाता है और अंत में जब आप n 4 से n 1 पर जाते हैं तोविभवांतर माइनस V 1 से गिर जाता है आप देख सकते हैं कि n १ n ४ से ऊपर है इसलिए जब आप n ४ से n १ तक जाते हैं तोविभवांतर V १ से बढ़ जाता है जो कि माइनस V १ सेविभवांतर गिरने के समान है यही कारण है कि मैंने पहले जोर दिया था कि आप सोच सकते हैं n 1 का मान n 4 से V 1 से ऊपर या n 4 से कम V 1 से नीचे है इसलिए नियमों को सही ढंग से लागू करने के लिए आपको इन सम्मेलनों के साथ सहज होने की आवश्यकता होगी तो किरचॉफ का विभवान्तर नियम जो कहता है वह यह है कि यह 0 के बराबर है कि आप लूप के चारों ओर जाते हैं और सभीविभवांतर को एक सुसंगत दिशा में जोड़ते हैं जो आप या तो उठाते हैं या गिरते हैं योग 0 के बराबर होगा बेशक आप एक नोड से शुरू करते हैं और उसी नोड पर वापस आते हैं जब आप एक बार लूप को ट्रेस कर लेते हैं और जैसे आप वृद्धि ले सकते हैं वैसे ही आप भी समान रूप से गिरेंगे लेकिन जो भी आप लेंगे बस इसे लगातार करें ताकि आपकी गणना सही हो यह किरचॉफ काविभवांतर नियम है इसका क्या अर्थ है कि यह उपयोगी क्यों है तो आपको बता दें कि मैं फिर से वही सर्किट लेता हूं जिसमें वी 1 1 वोल्ट है वी 2 3 वोल्ट है वी 3 अज्ञात है और वी 4 4 वोल्ट है इसका क्या मतलब है कि यह 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 3 वोल्ट प्लस वी 3 प्लस 5 वोल्ट जो वी 4 माइनस 1 वोल्ट है जो वी 1 बराबर 0 है और यह आपको बताता है कि वी 3 शून्य से 7 वोल्ट है तो आप अज्ञात विभवांतर की गणना कर सकते हैं अब वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत किरचॉफ का विभवान्तर नियम सत्य है यह मानता है कि लूप को काटने वाले चुंबकीय क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण समय नहीं है आप जानते हैं कि यदि कोई समय बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र लूप को काटता है तो यह लूप मेंविभवांतर उत्पन्न करता है उस स्थिति में जब आप लूप के चारों ओर जाते हैं तोविभवांतर का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं होता है अब हम ऐसे मामलों को बाहर करते हैं फिर से अगर हमारे सर्किट कुछ आयामों की तुलना में बहुत छोटे हैं जो कि अभी के लिए निर्दिष्ट है यह सच है और यह वास्तव में उपयोगी चीजें हैं जो बड़ी संख्या में सर्किट के लिए सच है ऐसा नहीं है कि यह केवल कुछ संकीर्ण बेकार संदर्भ में लागू होता है यह वास्तव में बहुत उपयोगी संदर्भ में भी लागू होता है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं हम रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर किरचॉफ के विभवान्तर नियम के लिए एक सादृश्य भी बना सकते हैं मान लें कि आप एक निश्चित बिंदु से शुरू करते हैं और आप इमारत के शीर्ष पर जाते हैं आपको एक निश्चित ऊंचाई प्राप्त होती है h 2 माइनस h 1 हो सकता है कि आप नीचे आ जाएंगे एक छोटी इमारत और आप h 3 माइनस h 2 की ऊँचाई प्राप्त करेंगे h ३ घटा h २ वास्तव में एक ऋणात्मक है और फिर शायद आप किसी जमीन स्थान पर चलेंगे तो आपके पास h ४ माइनस h ३ होगा और अंत में आप वापस वहीं आएँगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी h १ माइनस h ४ की ऊँचाई प्राप्त करेंगे तो जाहिर है अगर आप इन लाभों को ऊंचाइयों में जोड़ते हैं जो मूल रूप से क्षमता में लाभ के लिए खड़े होते हैं यदि मैं इसे जी से गुणा करता हूं तो मुझे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 और 4 से 1 तक संभावित लाभ होगा यदि आप सभी को जोड़ते हैं इन चीजों में से जाहिर है आप शून्य के साथ समाप्त हो जाएंगे और किरचॉफ विभवान्तर नियम का सीधे इसके अनुरूप है और किसी भी हिस्से में उत्पन्न होने वाली वास्तविक क्षमता 1 से 2 तक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है यह एक संकेत है २ से ३ तक यह एक विपरीत संकेत है और इसी तरह लेकिन उन सभी चीजों का योग एक सुसंगत तरीके से लिया गया है यहाँ मैं जो ऊंचाई लिया है है उसका मतलब है कि यह सकारात्मक है और वह नकारात्मक है लेकिन आप इसे विपरीत ध्रुवता के साथ भी ले सकते हैं और आप बिल्कुल उसी परिणाम के साथ समाप्त होंगे